एम्पलीफायर डिज़ाइन का एक अन्य पहलू एफिशिएंसी है हम सभी जानते हैं कि हम चाहते हैं हमारे एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर अत्यधिक कार्यक्षम हो हम चाहते हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर द्वारा खपत कुल बिजली बहुत कम हो अगर हम पावर को कम करते हैं तो हमें कंपेनसेट करनी होगी या कुछ और करना होगा यदि हम चाहते हैं कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज संबंध पूरी तरह से उसी तरह बने रहें जो इनपुट होना है यदि इनपुट वोल्टेज एक साइनसॉइड है तो आउटपुट वोल्टेज भी एक अंतिम तरीके से परिपूर्ण होना चाहिए यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं और उसी समय हम उच्च दक्षता चाहते हैं तो हमें कंपेनसेट करनी होगी हमें आउटपुट प्रोडक्ट को काटना होगा तो यह है कि आप जानते हैं कि हम करंट आउटपुट की गुणवत्ता पर समझौता करके या कम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एम्पलीफायर की दक्षता अधिक है हालांकि वोल्टेज तरंग समान रहता है तो इसके आधार पर एम्पलीफायरों की कुछ क्लास बनाई गई हैं तो यहाँ अगर ट्रांजिस्टरयह मानते हुए कि आपको पता है कि हमारे पास एक एम्पलीफायर में केवल एक ही ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर की करैक्टेरिस्टिक्स जो हम इस विश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं जिसे हम आदर्श ट्रांजिस्टर करैक्टेरिस्टिक्स कहते हैं तो यह एक MOSFET है जिसका ड्रेन करंट बनाम गेट सोर्स वोल्टेज रिलेशनशिप जैसा है और जिसका ड्रेन करंट बनाम VDS यानी ड्रेन सोर्स है तो यह है पिछले 1 एक्स एक्सिस पर गेट सोर्स वोल्टेज है और इसमें एक्स एक्सिस के चारों ओर VDS ड्रेन सोर्स वोल्टेज है और जैसा कि हम जानते हैं कि करैक्टेरिस्टिक्स को 2 न्यूनतम क्षेत्रों ट्रायोड या लीनियर क्षेत्र और सैचुरेशन क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है अब इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रांजिस्टर के साइनोस्वाइड के भाग को किस भाग या किस भाग से जाना जाता है यह इनपुट साइनोस्वाइड के किस मान के लिए है या इनपुट साइनोस्वाइड के मूल मानो के लिए क्या है हमारा VGS थ्रेसोल्ड वोल्टेज से ऊपर है हम अपने एम्पलीफायरों को क्लास A क्लास AB और क्लास B और क्लास C में वर्गीकृत कर सकते हैं इसलिए 4 क्लास हम प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि हमारा ट्रांजिस्टर पूरे 360 डिग्री विकिरण के लिए चल रहा है तो इसे क्लास A एम्पलीफायर कहा जाता है यदि यह 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच चरणों के लिए कंडक्टिंग होता है तो इसे क्लास AB कहा जाता है यदि यह बिल्कुल 180 डिग्री फेज एंगल के लिए कंडक्ट हो रहा है तो इसे क्लास B कहा जाता है और अगर यह 180 डिग्री से कम के लिए कंडक्ट हो रहा है तो इसे क्लास C कहा जाता है तो हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं अब कम नॉइज़ एम्पलीफायरों क्योंकि उन्हें इनपुट सिग्नल में उच्च प्रदान करने की आवश्यकता है इसलिए यहां हम करंट पर समझौता नहीं कर सकते हैं यही कारण है कि कम नॉइज़ एम्पलीफायरों मुझे माफ करना वे आमतौर पर क्लास A क्षेत्र में काम करते हैं दूसरी ओर पावर एम्पलीफायरों जहां सिग्नल की शुद्धता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है हमारे पास A से F तक की एक विस्तृत श्रृंखला है क्लास C के अलावा क्लास D क्लास E और क्लास F को स्विचिंग एम्पलीफायर कहा जाता है और वे एक अलग श्रेणी हैं कंडक्टिंग दृष्टिकोण यहां पर कारक नहीं है तो आइए हम एक क्लास A देखते हैं एक साधारण क्लास A एंप्लीफायर इसे कैसे बनाया जा सकता है यह एक क्लास A एम्पलीफायर है यह लोड RD के साथ हमारा MOSFET है अब इस क्लास A एम्पलीफायर का संचालन इस तरह से है सबसे पहले ध्यान दें कि क्योंकि यह पूरे क्षेत्र के लिए काम कर रहा है जो कि ट्रांजिस्टर हमेशा चालू रहता है हमारे इनपुट को ID बनाम VGS कैरेक्टरस्टिक के उस क्षेत्र में रहना होगा जहां पूरे 360 डिग्री को समायोजित किया जा सकता है इसलिए यदि हमारा इनपुट एंप्लीट्यूड बहुत अधिक है और माना जाता है कि नेगेटिव भाग इस VP से आगे कहीं इधर उधर चला जाता है तो यह एक क्लास A एम्पलीफायर नहीं है तो यह पूरे 360 डिग्री के लिए कंडक्ट होते हैं और इसी तरह आप जानते हैं कि यह इनपुट वोल्टेज है और हमारी ID भी एक पूर्ण साइनसॉइड है यह कंडक्ट होता है क्योंकि VGS हमेशा चालू रहता है हमारी ID एक आउटपुट भी देगी जो इनपुट वोल्टेज का अनुसरण करती है और अंत में हमारा चूंकि हमारी ID एक साइनसॉयड है इसलिए हमारे RL को IL द्वारा RL द्वारा गुणा किया जाएगा और हम इसे प्राप्त करते हैं हमारे VDS भी बस इस तरह एक साइनसॉइड है और यह मूल रूप से हमारा आउटपुट वोल्टेज है जो एक पूर्ण साइनसॉइड भी है इसलिए यह क्लास A ऑपरेशन है देखते हैं कि क्लास B में क्या होता है क्लास B में सिर्फ एक RL के बजाय हमारे पास एक रिजोनेटर है जिसमें F0 के रिजोनेंट आवृत्ति के साथ लोड RL के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है याद रखें कि यह सुनिश्चित करता है कि सोर्स VD से खपत कुल DC करंट कांस्टेंट होता है क्लास B के लिए जैसा कि मैंने कहा कि यह बिल्कुल 180 डिग्री के लिए कंडक्ट होता है इसलिए मेरा इनपुट अब इस तरह है केवल आधा चक्र देखें केवल यह लाइफ चक्र निहित है इनपुट ट्रांजिस्टर के कंडक्टिंग क्षेत्र में स्थित है अब क्योंकि यह अब केवल आधे चक्र के लिए कंडक्ट हो रहा है न कि यह कि ID कैसे बदलती है ID अब इस तरह है एक एकल आधा चक्र और फिर यह बंद हो जाता है लेकिन मेरे VDS का क्या दूसरी ओर VDS एक साइनसॉइड बना हुआ है मेरी आउटपुट वोल्टेज कैरेक्टरस्टिक में कोई बदलाव नहीं हुआ है मेरा आउटपुट करंट कैरेक्टरस्टिक में परिवर्तन होता है याद रखें कि यह आधा चक्र ID से गायब है लेकिन VDS पहले की तरह ही साइनसाइड बना हुआ है और अंत में क्लास C ऑपरेशन में आते हैं जहां सर्किट बिल्कुल वैसा ही है यहाँ एकमात्र अंतर यह है कि आधे चक्र के बजाय इसे अब इसे आधे से कम चक्र के लिए दी जाती है VDS इनपुट वोल्टेज साइनसॉइडबना रहता है और मेरी ID क्योंकि मेरा इनपुट वोल्टेजक्योंकि मेरा ट्रांजिस्टर 180 डिग्री से कम आधे चक्र से कम के लिए कंडक्ट हो रहा है ID भी 180 डिग्री से कम आवर्तकाल के लिए कंडक्ट हो रहा है तो यह है कि इस ट्रांजिस्टर का काम कैसे होता है यहां ध्यान दें कि मेरे इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की करैक्टेरिस्टिक्स समान हैं वे निश्चित रूप से उलटे हैं और V इनपुट बढ़ रहा है जबकि आउटपुट कम हो रहा है लेकिन आप जानते हैं कि जब हम कहते हैं तो कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि क्या ट्रांजिस्टर क्लास AB संचालन कर रहा है जब मैं कहता हूं कि वोल्टेज तरंग इस प्रकार है कि जब मैं कहता हूं कि ट्रांजिस्टर क्लास B के लिए संचालन कह रहा है तो मैं कहता हूं कि ट्रांजिस्टर का संचालन कर रहा है 180 डिग्री के लिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आउटपुट वोल्टेज 180 डिग्री के लिए भी संचालित होगा नहीं ऐसी बात नहीं है आउटपुट वोल्टेज शेष रहेगा यह सिर्फ इतना है कि आउटपुट करंट बदलता है इसलिए आप जानते हैं कि वे कुछ अवधारणाएँ हैं जो हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं पहले यह बायस था कैसे कैसे एक सर्किट को बायस किया जाए फिर कैसे संचालित किया जाए इसके लिए विभिन्न क्लास A क्लास AB और क्लास B क्षेत्रों में संचालन के लिए एक ट्रांजिस्टर कैसे डिजाइन किया जाए ताकि हम अपने सर्किट में बेहतर दक्षता प्राप्त कर सकें अगला आइटम जिसे मैं कवर करना चाहूंगा वह आवृत्ति कंपनसेशन का पहलू है इसलिए हम जानते हैं कि जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि आप जानते हैं कि हम एक विशेष आवृत्ति के साथ हमारे सर्किट को डिजाइन करते हैं लेकिन मान लीजिए कि हम गेन कांस्टेंट रखना चाहते हैं ऐसा करने का एक सरल तरीका मान लीजिए कि आप जानते हैं कि हमने एक विशेष फ़्रीक्वेंसी F1 का गेन इस तरह दिया है तो यह मेरा गेन है यह फ़्रीक्वेंसी है एक अलग आवृत्ति पर मेरे पास यह गेन के रूप में है इसलिए मैं अपने गेन को कैसे कांस्टेंट रख सकता हूं एक तरीका यह है कि केवल बहुत ब्रॉडबैंड के साथ फ़िल्टर का उपयोग करें और इस गेन को नीचे लाएं ताकि यह इस आवृत्ति पर एक के गेन के साथ मेल खाता हो इस तरह हम कंपनसेट कर रहे हैं प्रबलता से पूरी रेंज पर गेन प्राप्त कर रहे हैं या आप जानते हैं कि ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि एक अलग आवृत्ति पर हमें अधिक गेन हो इसलिए हम यहां गेन कम नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम यहां गेन कम करना चाहते हैं इसलिए अगर हम इस तरह की कैरेक्टरस्टिक के साथ एक फिल्टर चुनते हैं तो क्या होगा क्योंकि गेन यहां कम है यह एक विशेष आवृत्ति पर निहित गेन को नीचे लाया जाएगा जबकि दूसरी आवृत्ति पर गेन जब हम नहीं चाहते हैं की अटैंयुएसन समान जारी रहे कुछ चीजें हम गेन में सुधार करने के लिए कर सकते हैं या बल्कि मुझे मिलान कहना चाहिए तो एक विधि जो अक्सर उपयोग की जाती है उसे बॉलार्ड एम्पलीफायर कहा जाता है यदि हम मॉनिटर पर स्लाइड्स के माध्यम से जाते हैं तो एक संतुलित एम्पलीफायर में 2 कपलर हाइब्रिड कपलर या 90 डिग्री कपलर होते हैं स्मरण करो कि हमने पहले और दो समान एम्पलीफायरों में कप्लर्स को कवर किया है कोई भी सिग्नल जो पोर्ट 1 डबल डैश पर इनपुट दिया गया है यह दोनों इनपुट दोनों एम्पलीफायरों से गुजरेगा हालांकि रिफ्लेक्टेड तरंगें केवल 2 डबल डैश पर वापस आ जाएंगी यह हमने पहले ही चर्चा की थी जब आपने कपलरस के अनुप्रयोगों पर चर्चा की थी हमने पहले इस विषय को कवर किया था तो यह संतुलित एम्पलीफायर का उद्देश्य है जिसे आप देखते हैं कि चूंकि बहुत व्यापक आवृत्तियों के लिए रिफ्लेक्टेड तरंगें केवल पोर्ट 2 डबल डैश पर समाप्त हो जाएंगी इसलिए हम बहुत ब्रॉडबैंड इंटरनेट मैचिंग प्राप्त कर सकते हैं समान तर्क द्वारा आउटपुट इंपीडेंस को अधिक ब्रॉडबैंड पर भी मिलान किया जा सकता है अब एक संतुलित एम्पलीफायर का एक और प्रकार का रिलाइजेशन है अब यहाँ आपके पास पावर डिवाइडर रिकॉल क्या है हमने पावर डिवाइडर 2 समान पावर डिवाइडर 2 समान डीले लाइनों और 2 समान एम्पलीफायरों को कवर किया है यह दिखाया जा सकता है कि यहां कुल इनपुट S11 है यह कुल इनपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है और आउटपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट हमेशा शून्य होगा नहीं जब मैं हमेशा कहता हूं आप सोच रहे होंगे मेरा मतलब है कि अनंत बैंडविड्थ यह अनंत नहीं है लेकिन बहुत ब्रॉडबैंड तरह का है निश्चित रूप से हमारे पास एम्पलीफायरों के बीच सही मिलान पावर डिवाइडर के बीच सही मिलान और डीले लाइनों के बीच सही मिलान है और आपको यह भी दिखाया जा सकता है कि इस एम्पलीफायर का कुल गेन S21 वर्ग या इनमें से किसी भी एम्पलीफायर के गेन के बराबर है दो समान एम्पलीफायरों में से कोई एक अब इन दोनों संतुलित एम्पलीफायरों में जैसा कि हो रहा है जैसा कि मैंने कहा कि सभी प्रतिबिंबित तरंगों को पोर्ट 2 डैश में जोड़ा जा रहा है इसलिए इस पोर्ट 2 पर एक लोड मैच लोड जुड़ा हुआ है इस तरह की रिफ्लेक्टेड पावर है जो सिंक या बर्बाद हो गई इसी तरह इस एम्पलीफायर में जिस दूसरे एम्पलीफायर के बारे में हम बात कर रहे हैं यह एम्पलीफायर है ऐसा क्या होता है कि यहां रिफ्लेक्शन भी बनते हैं लेकिन पोर्ट 1 या पोर्ट 2 पर वापस आने के बजाय वे इस तरह के सिंक या बर्बाद हो जाते हैं जो बिजली उपकरण में मौजूद होते हैं इसलिए इसमें लेकिन मॉड्यूल विशेष रूप से आवृत्ति कंपनसेशन डीसी बायस और भी पावर और ब्रॉडबैंड एमपीडेंस मिलान के साथ साथ ब्रॉडबैंड गेन मिलान के कई विषयों को कवर किया जाएगा एम्पलीफायर डिजाइन से जुड़े कुछ अन्य पहलू हैं जैसे कि लिनियेरिटी और पावर कांबिनेशन है जो हम अगले मॉड्यूल में कवर करेंगे धन्यवाद